सभी को नमस्कार इस विशेष व्याख्यान में हम रेखापुंज डेटा संपीड़न तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे और हम यह भी देखेंगे कि डेटा संपीड़न की आवश्यकता क्यों है और विभिन्न प्रकार की डेटा संपीड़न तकनीकें जो जीआईएस या डिजिटल छवि प्रसंस्करण में प्रासंगिक हैं सबसे पहले डेटा संपीड़न की आवश्यकता क्यों है जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर डेटा या टीआईएन डेटा के मामले में शायद ही कोई अतिरेक होता है इसलिए डेटा संपीड़न की मूल रूप से कोई भूमिका नहीं होती है लेकिन रेखापुंज डेटा के मामले में उदाहरण के लिए जैसे उपग्रह चित्र या डिजिटल ऊंचाई में मॉडल अधिक अतिरिक्त होते हैं अतिरेक का मतलब है बड़े क्षेत्र के लिए एक ही मूल्य दोहराया जा रहा है और इसलिए कुछ तरीकों से हम डेटा भंडारण की आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर डेटा या टीआईएन डेटा की तुलना में हार्ड डिस्क में बड़ी जगह घेरती है वे डेटा बहुत कॉम्पैक्ट डेटा मॉडल हैं लेकिन रेखापुंज उस तरह से बहुत सुगठित डेटा मॉडल नहीं हैं और इसलिए डेटा संपीड़न तकनीक विकसित की गई है कई सार्वजनिक ज्ञानक्षेत्र में हैं और कई सर्वाधिकार संरक्षित हैं लेकिन फिर भी उनमें से कुछ का उपयोग कर सकते हैं दो प्रमुख प्रकार की डेटाबेस तकनीकें मौजूद हैं एक गैर विनाशकारी रेखापुंज डेटा संपीड़न तकनीक है और दूसरी एक है विनाशकारी रेखापुंज डेटा संपीड़न तकनीक आइए हम पहले गैर विनाशकारी डेटाबेस रैस्टर डेटा तकनीक का उदाहरण लेते हैं इसमें जब भी आप एक उपग्रह छवि रखते हैं तो आप इसे उस विशेष उपकरण या संपीड़न उपकरण द्वारा संपीड़ित करते हैं और फिर जब आप मूल देखना चाहते हैं तो आप मूल गुणवत्ता कर सकते हैं या छवि की गुणवत्ता पर समझौता किए बिना छवि के मूल आकार तक पहुंच सकते हैं तो इस तरह की तकनीक को गैर विनाशकारी कहा जाता है उदाहरण टीआईएफ छवियों की तरह है आपके पास एक संपीड़न हो सकता है जिसे LZW कहा जाता है और इस उपकरण या तकनीक का उपयोग करके आप अपनी TIF फ़ाइल को संपीड़ित कर सकते हैं जो एक रास्टर फ़ाइल या छवि फ़ाइल है अब जब भी आप इसे विघटित करना चाहते हैं या इसे असंपीड़न करना चाहते हैं तो आप मूल तक पहुँच सकते हैं और JPEG की तरह गैर विनाशकारी हैं या विनाशकारी छवि प्रक्रिया रेखापुंज डेटा संपीड़न तकनीक हैं यह एक फ़ाइल प्रारूप है साथ ही साथ एक संपीड़न तकनीक भी है इसलिए यदि आपने अपनी फ़ाइल परिवर्तित कर ली है तो कहिए मूल रूप से यह TIF में था जिसे आपने JPEG के रूप में सहेजा है और बाद में आपने मूल TIF फ़ाइल को हटा दिया है अब आप मूल गुणवत्ता को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे हालांकि JPEG का एक व्यापार है जो एक उच्च संपीड़न प्रदान करता है जबकि TIF के मामले में LZW जो गैर विनाशकारी है उस तरह का संपीड़न प्रदान नहीं कर सकता है कहते हैं कि कई बार आप का व्यापार उच्च संपीड़न को प्राप्त करता है लेकिन आप छवि की मूल गुणवत्ता खो देते हैं या आप मूल गुणवत्ता को पुनःस्थापित नहीं कर सकते तो ये वो जटिलताएं हैं जो रैस्टर डेटा कम्प्रेशन तकनीक के मामले में हैं अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखापुंज को पंक्तियों और स्तंभों में संग्रहीत किया जाता है और दो आयामी मैट्रिक्स होते हैं जिसकी हमने पहले ही चर्चा की है तो हम इस बारे में विस्तार से नहीं जानेंगे कि रेखापुंज क्या है अब चलो वास्तविक उदाहरण लेते हैं जो बहुत सरल उदाहरण है मैंने यहां 16 X 16 की द्विभाजिक छवि ली है और एक क्षेत्र में जिसे यहां छायांकित किया गया है कहते हैं कि यह काला है इसके माध्यम से ग्रे दिखाई दे रहा है बस इसे रखने के लिए ग्रिड प्रदर्शित होने वाली रेखाएं दर्शाई गई है इसलिए इसे जानबूझकर ग्रे रंग में रखा गया है अन्यथा मान लें कि यह एक द्विभाजिक छवि है कुछ क्षेत्र सजातीय है सफ़ेद को छोड़कर अन्य किसी का मूल्य नहीं हैं या यहाँ मूल्य काले हैं अब अगर मैं इस तरह की छवि को संपीड़ित करना चाहता हूं तो 4 बुनियादी संपीड़न उपकरण हैं जिन्हें जीआईएस में लागू किया गया है और छवि प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर है और हर बार जब भी आप जाते हैं तो कुछ विकल्पों के रूप में सहेजें और आपको ये विवरण मिलेंगे या वहीं पर उपलब्ध होंगे और कभी कभी जब आप ऐसे सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहे होते हैं तो आप नहीं जानते कि ऐसे विकल्प क्यों उपलब्ध हैं इसलिए कई बार बाद में जब आप इन सभी का उपयोग करेंगे या इन सभी को समझेंगे बुनियादी संपीड़न तकनीक तो आपको पता चल जाएगा कि उन विकल्पों का अर्थ क्या है इसलिए यहां मैं इसे ले रहा हूं पहले मैं एक चेन कोड के बारे में बताऊंगी इसलिए यदि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है तो यह एक प्रकार की डेटा संपीड़न तकनीक है तो मैं जो भी करूंगी वह एक अवधारणा है जो कुछ इस तरह है जैसे यदि मैं अपने कर्सर को उत्तर दिशा में ले जाति हूं तो मैं स्थान परिवर्तन करते समय जब उत्तर दिशा मैं जाऊंगी तो 1 मान का उपयोग करूंगी फिर यह पूर्व में 0 मान होगा और पश्चिम के लिए मान 2 होगा और फिर दक्षिण के लिए यह 3 है इसी तरह संकेत वर्गीकरण अपने सुविधाजनक के अनुसार किया जा सकता है लेकिन अगर वह संकेत वर्गीकरण है जो लिखा है यहां हम अनुसरण करते हैं फिर इन पूरे छायांकित क्षेत्र को इन संहिता का पालन करते हुए आसानी से संग्रहीत किया जा सकता है क्योंकि हमारा डेटा पहले स्तंभ में और दसवीं पंक्ति में शुरू हो रहा है यह संग्रहीत है क्योंकि हम पहले दिशा में पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं और यह अंकगणित नहीं है ये कोड हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है जैसे कि आप जानते हैं कि GY वर्ग के पास अंकगणित का अर्थ नहीं है ये सरल कोड हैं इसलिए हम अपने कर्सर को 1 1 1 पिक्सेल पूर्व की ओर ले जाते हैं और पूर्व को हमने 0 के रूप में कोडित किया गया है यही कारण है कि 0 पहले आ रहा है और फिर 1 पिक्सेल ऊपर और इसलिए उत्तर की ओर हमने 1 कोड दिया है 1 तो 1 और फिर 2 पिक्सेल पूर्व की ओर आएंगे तो यह 02 है और इसी तरह हम अंत में आते हैं और फिर यहाँ से 13 पर चले जाते हैं फिर हम मूल स्थिति में पहुँच जाते हैं और यह पूरी छवि है अन्यथा यह 16 × 16 पिक्सेल में इन सरल कोड का उपयोग करके संग्रहीत किया जा सकता है क्योंकि एक सरल उदाहरण है द्विभाजिक छवि या तो 1 क्षेत्र में हम स्टोर करेंगे क्योंकि यह काला छायांकित क्षेत्र छोटा है इसलिए इसे स्टोर करना बेहतर है इसलिए इस श्रृंखला कोड अवधारणाओं के बाद हम केवल कुछ कोड का उपयोग करके उस संपूर्ण छवि को संग्रहीत कर सकते हैं एक और तकनीक है जिसे रन लेंथ इनकोड्स कहा जाता है या कभी कभी इसे कई सॉफ्टवेयर्स और अन्य जगहों पर इसे RLE लिखा जाता है RLE मैं E के रूप में कोड के बजाय एन्कोड के रूप में लिया गया है तो इसीलिए E वहा है तो रन लंबाई एनकोड तकनीक में कोड हैं जैसा कि नाम का तात्पर्य है कि लंबाई के साथ हम पिक्सेल की संख्या को गिनते हैं जो पिक्सेल गिनती में आ रहे हैं या सेल आ रहे हैं इसलिए रन लेंथ कोड्स प्रत्येक मानचित्रण इकाई में आरंभिक सेल और अंत सेल के बाएं से दाएं के रूप में प्रति पंक्ति में संग्रहीत किए जाने की अनुमति देते हैं तो आइए देखें कि इस छवि को कैसे संग्रहीत किया जा सकता है जैसे यहां आठवीं पंक्ति तक कुछ भी सांकेतिक शब्दों में बदला नहीं करना है तो यह दर्ज नहीं है अब नौवीं पंक्ति में हमारे पास पहले सफेद पिक्सेल हैं और फिर काले पिक्सल्स तो हम केवल काले पिक्सेल को 2 2 3 से स्टोर करते हैं इसलिए इस लंबाई को पंक्ति संख्या 9 पर संग्रहीत किया गया है फिर से लंबाई संग्रहीत की गई है और केवल एकल पिक्सेल है 6 से 6 केवल 1 पिक्सेल तब उसके बाद 3 पिक्सेल हैं फिर आखरी में 8 से 10 और इसी तरह प्रत्येक पंक्ति के लिए जहाँ भी हम कर रहे हैं यह काला पिक्सेल या डार्क पिक्सेल संग्रहीत होता है और हम छवि के अंत तक पहुँचते हैं इस मामले में अंतिम पंक्ति स्तंभ संख्या 9 से 11 तो सब कुछ संग्रहीत है और पहले इसे खोजा जाता है और संग्रहीत किया जाता है और इसलिए फिर से संग्रहीत करने के बजाय 16 × 16 छवि आप केवल इन कोड का उपयोग करके संग्रहीत करते हैं अब डेटा कंप्रेशन तकनीक की तीसरी मूल श्रेणी को ब्लैक कोड कहा जाता है यह रन लेंथ कोड्स का विचार है जिसे 2 आयामों तक बढ़ाया जा सकता है इस क्षेत्र मैं मानचित्र बनाने के लिए वर्ग ब्लॉक का उपयोग किया जाता है यहां पहले उस छायांकित क्षेत्र की खोज की जाती है सबसे बड़े वर्ग को यहां खोजा गया है इस उदाहरण में जो यहां दिखाया गया है नीले रंग में सबसे बड़ा 4 × 4 पिक्सेल है जिसमें समरूपता है तो पहले यह कोडित है फिर अगले छोटे फिर 2 × 2 के लिए कोडित किया गया है जिसे लाल रंग में दिखाया गया है और फिर अंत में आप 1 या इकाई स्तर पर पहुंचते हैं जो कि 1 × 1 है तो जैसा कि नाम से पता चलता है पहले आप सबसे बड़े 1 ब्लॉक को खोजते हैं इसे ब्लॉक X ब्लॉक तकनीक से संग्रहित किया जाता है और फिर आप जानते हैं काले कोड में डेटा संरचनाओं में सिर्फ 3 नंबर होते हैं मूल केंद्र या नीचे बाईं ओर इसलिए हम स्टोर करेंगे जहां से यह ब्लॉक शुरू हो रहा है और प्रत्येक वर्ग के आयाम या त्रिज्या या प्रत्येक वर्ग का आकार क्या है इसलिए अगर मुझे उस विशेष छवि बाइनरी इमेज या 16 × 16 पिक्सल को स्टोर करना है तो केवल इस विशेष उदाहरण में केवल 3 चीजों को संग्रहीत करना होगा कि मैं 16 पिक्सल का एक वर्ग रख रहा हूं और फिर मैं 4 पिक्सेल के 9 वर्ग कर रहा हूँ और मैं इकाई स्तर के 17 वर्ग कर रहा हूँ इसका मतलब है 1 पिक्सेल प्रत्येक और इसलिए कुछ कोड का उपयोग करके पूरी छवि को संग्रहीत किया जा सकता है और यह काफी कुशल है बड़े वर्ग को लाभ दिया जा सकता है या किसी भी क्षेत्र में फिट किया जा सकता है और सीमा को सरल किया जाएगा जितना अधिक कुशल ब्लैक बोर्ड बन जाएगा इसलिए यदि आपके डेटा में अतिरेक हो रहा है इसका मतलब है बड़े सजातीय क्षेत्र डेटा में मौजूद हैं तो आप बहुत अच्छा संपीड़न प्राप्त करेंगे और ये तकनीक बहुत तेज हो जाती है खासकर काले ब्लॉक कोड के बारे में अब मूल डेटा कंप्रेशन तकनीक के इस मूल प्रकार में अंतिम यह तकनीक बहुत लोकप्रिय है और इस तकनीक के विभिन्न प्रकार मौजूद हैं क्वाडट्रीज के बजाय लोगों ने अष्ट पेड़ों को विकसित किया है और इसी तरह आगे भी होता रहेगा यहां यह तकनीक शुरू में यह सरल नहीं है लेकिन यह काफी अच्छा संपीड़न प्रदान करता है तो इस तकनीक में क्या किया जाता है सबसे पहले इस पूरी छवि को खोजा जाता है इस उदाहरण में बहुत सावधानी से मैंने पहले एक द्विआधारी छवि ली है और वास्तविक परिदृश्यों में आपके पास द्विआधारी छवि नहीं हो सकती है आपके पास रंगीन छवि और 24 बिट्स छवि और 64 बिट्स छवि हो सकती हैं इसलिए जटिलताएं बहुत बड़ी होंगी और दूसरा इस विशेष उदाहरण में मैंने एक वर्ग छवि ली है और इसलिए क्वाड्रिक्स अवधारणा को प्रदर्शित करना आसान है लेकिन जब आपकी छवि चौकोर नहीं है तो क्या होगा क्वॅड्रैट्इक की अवधारणा का उपयोग करके इसे कोडिंग के साथ शुरू करते हैं तो पहले खोज की जाती है और फिर 4 चतुर्भुज पूरी छवि को 4 चतुर्थांश में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक चतुर्थांश को आगे खोजा जाता है यदि उस चतुर्भुज के भीतर समरूपता हासिल की गई है तो आगे कोई विभाजन नहीं किया जाएगा इस उदाहरण की तरह चतुर्थांश संख्या 0 अब कोई विषमता नहीं है सब कुछ सजातीय है सभी पिक्सेल समान मूल्य वाले हैं और इसलिए आगे किसी भी विभाजन 4 चतुर्थांश 0 की आवश्यकता नहीं है वही चतुर्थ भाग 1 के मामले में चतुर्थांश 2 का उदाहरण लें चतुर्थांश 2 के मामले में एक विषमता है जो कि चतुर्थांश के भीतर मौजूद है और इसलिए अधिक विभाजनों की आवश्यकता की जरूर होगी तो पहले इसे फिर से चतुर्थांश 2 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है और फिर से उसकी खोज की जाती है इसलिए यदि हम इस 0 1 23 कोड प्रणाली का पालन करते हैं तो फिर से यह 1 है और हम 2 1 2 0 क्षमा करें 2 0 2 1 और 2 2 और 2 3 के रूप में कोड करेंगे तो अब यह चतुर्थांश 2 2 के पास अभी भी कुछ विषमता है और इसलिए आगे भी ऐसे विभाजन होंगे जब तक हम इकाई स्तर तक नहीं पहुंच जाते और जैसा कि हम यहां पढ़ सकते हैं यह है कि क्वाडट्री पद्धति अधिक कॉम्पैक्ट प्रतिनिधित्व है और इसलिए यह विभिन्न क्वांटेंट्स में 2n × 2n 2 rest to n 2 rest to nसरणी के क्रमिक विभाजनों के आधार पर अन्य चर्चा की गई संपीड़न तकनीकों की तुलना में उच्च संपीड़न प्रदान करता है और अगर मैं चतुर्थांश का उदाहरण लेता हूं तो कैसे प्रत्येक पिक्सेल के लिए कोडित किया जाता है यह सबसे बड़ा चतुर्थांश 0 1 2 3 है इसके भीतर विभाजन बना दिए गए हैं और यह 0 है इसलिए यह बन जाता है 2 0 अब 2 0 को आगे 4 क्वाड्रंट में विभाजित किया गया है तो यह 2 0 0 है और फिर यह 2 2 0 2 0 1 0 और इसी तरह और आगे लेकिन इस पर ध्यान दें यह 2 0 0 1 है इसी तरह प्रत्येक पिक्सेल के लिए एक कोड दिया जाता है और जबकि जब हमारे पास कोई विभाजन या एकरूपता नहीं होती है तो कोई और कोड असाइन नहीं किया जाता है और आगे कोई विभाजन नहीं किया जाता है और इसलिए यह बहुत संकुचित विधि है और अच्छे परिणाम प्रदान करता है चलो एक ही चीज़ मैंने अलग अलग पिक्सेल के लिए यहाँ कोडित की है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह कैसे देखा जाता है अब इसे चतुर्थी क्यों कहा जाता है क्योंकि यह मूल रूप से एक उलटा पेड़ है अवधारणा बुद्धिमान तो आपके पास एक मार्ग एक छवि है और फिर इसे 4 खंडों और 4 चौकों में विभाजित किया गया है और फिर समरूपता की खोज की जाती है तब तक समरूपता हासिल कर ली जाती है जब तक आप इकाई स्तर तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप इसके लिए आगे बढ़ते हैं पहले का उदाहरण देखें मैंने 16 × 16 पिक्सेल के साथ छवि ली है इसका मतलब है एक स्क्वाड छवि लेकिन अगर आपको याद है कि जब हम रेखापुंज डेटा के बारे में चर्चा कर रहे थे तो रेखापुंज का समग्र आकार या तो चौकोर या आयताकार हो सकता है हालांकि रेखापुंज की इकाई को आकार में चौकोर होना चाहिए इसलिए यदि हम पिछले उदाहरण में मैंने रेखापुंज लिया है या वर्गाकार आकार की एक द्विआधारी छवि अब वास्तविक मानचित्र का उदाहरण लेते हैं जो एक वर्ग आकार में नहीं है जो एक आयताकार आकार में है तो क्वाडट्री के मामले में क्या होगा तो यह है कि यह कैसे किया जाता है इससे पहले कि आप जानते हैं क्वाड्रंट पहली बार खोजा जाता है क्या इनपुट छवि आयताकार या वर्ग है यदि यह आयताकार है तो पक्षों पर कुछ पंक्तियों रिक्त पंक्तियों को जोड़ दिया जाता है कॉलम जोड़ दिए जाते हैं और फिर पहले पूरी छवि को चौकोर रूप में बनाया जाता है और एक बार जब यह चौकोर आकार में होता है तो विभाजन शुरू हो जाएंगे जैसे यहां हुआ है तो चतुर्थांश 0 है सीमा से परे जा रहा है जो यहां दिखाया गया है तो आपको यह कल्पना करना होगा कि चतुर्थांश 0 यहां दिखाए गए से बहुत बड़ा है और इसे आकार में चौकोर होना चाहिए यह आयताकार नहीं हो सकता एक के साथ एक ही है क्योंकि चतुर्थांश 3 यहां पर्याप्त नहीं है तो यह आगे भी इसी तरह दाईं ओर चला गया है लेकिन अगर मुझे क्वाडट्री अवधारणा का उपयोग करते हुए इस नक्शे को कोड करना है तो यह है कि यह कैसे करना है उसी योजना का हम 0 1 2 3 का पालन करते हैं अब चतुर्थांश 2 को और विभाजित किया गया है और सीमा यहाँ है 4 चतुर्थ मूल चतुर्थांश के बीच तो यह 2 0 है यह 2 1 2 2 और 2 3 है अब 2 0 2 2 और 2 3 को किसी और विभाजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समरूपता हासिल की गई है केवल 2 1 को आगे विभाजन की आवश्यकता है तो फिर आगे विभाजन 4 चतुर्थांश हमने बनाया है 2 1 0 2 1 1 2 1 2 और 2 3 और हम इकाई स्तर तक पहुंच गए हैं अब कोई खोज कोई और विभाजन की आवश्यकता नहीं है और जिसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं छवियों का उच्च संकलन और अगर हम पेड़ के एक रूप का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो यह है कि यह कैसे प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए यह है 0 1 2 3 3 यहाँ आना चाहिए था 2 0 2 1 2 2 और 2 3 यहाँ आना चाहिए था और इसी तरह और तब सारणीबद्ध रूप में अगर हम समझना चाहते हैं तो यह है कि कोडिंग कैसे की जाती है तो एक छवि चाहे वह आकार में चौकोर हो या आयताकार हो फिर भी क्वाडट्री का उपयोग करके इसे कोडित किया जा सकता है अष्ट पेड़ के मामले में 4 डिवीजनों के बजाय आप 8 डिवीजन बनाते हैं लेकिन यह जो अवधारणा समझदार है वही रहती है वे सभी परिणाम में बहुत अंतर हैं अब जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत लोकप्रिय है आपकी छवि प्रारूप जैसे TIF या कुछ अन्य छवि प्रारूप भी कुछ संपीड़न तकनीकों के साथ समर्थित हैं और बहुत लोकप्रिय में से एक है जो आपको ये विकल्प मिलेंगे जब भी आप अपने को बचाते हैं छवि या के रूप में सहेजें आप एक और प्रारूप के लिए जाते हैं तो कभी कभी ये विकल्प उपलब्ध होते हैं और क्या आप LZW संपीड़न के साथ अपनी छवि को सहेजना चाहेंगे तो LZW संपीड़न क्या है यह संपीड़न निश्चित रूप से सभी संपीड़न तकनीकों का उद्देश्य है आकार फ़ाइल आकार को कम करना लेकिन एक ही समय में आप चुनते हैं कि क्या बाद में अगर मैं मूल आकार और गुणवत्ता को बहाल करना चाहता हूं तो मुझे यह करने में सक्षम होना चाहिए या नहीं यह बहुत महत्वपूर्ण है यह बहुत आवश्यक है अब LZW तीन गणितज्ञों पर आधारित है जिन्होंने एल्गोरिथ्म को विकसित किया और उनका उपनाम पहला चरित्र लिया गया है अब्राहम लेम्पेल जैकब ज़िव और टेरी वेल्च तो ये तीन लोग उनके उपनाम लिए गए हैं LZW तो वे मूल रूप से एल्गोरिथ्म विकसित हुए या अच्छी तरह से जो आपकी GIF छवियों और टीआईएफ छवियों को संपीड़ित करने के लिए बहुत लोकप्रिय हो गया है GIF छवियों का उपयोग मुख्य रूप से एनिमेशन के लिए किया जाता है मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा GIF छवियों के कुछ उदाहरण और वे कैसे हो सकते हैं उन्हें LZW का उपयोग करके कैसे संपीड़ित किया जा सकता है और कैसे एनिमेशन बनाया जा सकता है इसके अलावा जो पाठ फ़ाइलों को संपीड़ित करने के लिए भी उपयुक्त है आम तौर पर पाठ फ़ाइलों में बहुत अधिक अतिरेक नहीं होता है सिवाय इसके कि जब हम बहुत सारी जगह टाइप करते हैं फ़ाइलों में तो यह बहुत अधिक अतिरेक पैदा कर सकता है यहां तक कि पाठ फ़ाइल में भी इसलिए LZW को वहां भी लागू किया जा सकता है लेकिन ज्यादातर समय संपीड़न तकनीक हम मुख्य रूप से रेखापुंज डेटा संपीड़न के लिए जाते हैं हालाँकि कई अन्य लोकप्रिय संपीड़न उपकरण उपलब्ध हैं जिनका उपयोग हम अपने दिन में कंप्यूटर के दिन के उपयोग के लिए करते हैं जैसे कि winzip या rarzip वे हर प्रकार की फ़ाइल को संपीड़ित करते हैं लेकिन सभी विवरण वे कैसे संपीड़ित करते हैं यह हमारे लिए उपलब्ध नहीं है तो यह इस व्याख्यान की चर्चा से परे है अब LZW संपीड़न प्रत्येक इनपुट अनुक्रम को दी गई लंबाई के बिट्स तक ले जाता है उदाहरण के लिए 12 बिट्स एक तालिका में एक प्रविष्टि बनाता है और फिर शब्दकोश फिर कोड बुक क्योंकि सब कुछ कोडित है और अन्य उदाहरणों में जैसा कि हमने देखा है और तब हम इस बात को पढ़ते हैं और यह LZW गैर विनाशकारी है इसका मतलब है आप गुणवत्ता से समझौता किए बिना मूल फ़ाइल आकार और गुणवत्ता को पुनर्स्थापित कर सकते हैं पहले के दृष्टिकोणों के विपरीत एलजेडडब्ल्यू के विभिन्न संस्करण हैं जैसे अब एक दिन में जेपीईजी फाइलों के विभिन्न संस्करण भी उपलब्ध हैं इसलिए वे संपीड़न पर आगे सुधार कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आपके पास सरल एलजेडडब्ल्यू के साथ संपीड़ित है और बाद में आप किसी अन्य उपकरण का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कठिनाई हो सकती है तो यह फिर से व्यापार है यदि आप आगे के सबसे कम संपीड़न विकल्प पर जाते हैं तो कम से कम आपको अन्य प्रणालियों पर समस्या नहीं होगी या यदि आप किसी को फ़ाइल देते हैं तो उसे समस्या नहीं हो सकती है तो ये संपीड़न से पहले की चीजें हैं एक को सोचना होगा डिकोडिंग प्रोग्रामिंग जो फ़ाइल को अनलॉक्ड करती है एल्गोरिथ्म का उपयोग करके तालिका को स्वयं बनाने में सक्षम है जिसमें एन्कोड इनपुट होता है इन सभी एलजेडडब्ल्यू कम्प्रेसर को सभी प्रसिद्ध जीआईएस और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स में लागू किया गया है सबसे लोकप्रिय एक जेपीईजी है और अनजाने में लोग जेपीईजी का उपयोग कर रहे हैं इसका मतलब हैहालांकि वे यह नहीं जानते हैं कि यह एक छवि फ़ाइल प्रारूप है लेकिन यह एक कंप्रेशनल टूल है और यह क्या करता है यह मूल छवि और गुणवत्ता को नष्ट कर देता है और यदि आप TIF फ़ाइल ज़ूम करते हैं और उसी फ़ाइल को JPEG के रूप में सहेजते हैं तो आप तुलना कर सकते हैं आप एक ही स्तर के आप पाएंगे कि गुणवत्ता खराब हो गई है लेकिन यह एक व्यापार बंद है इसका मतलब है कि संपीड़न हालांकि जेपीईजी उच्च संपीड़न प्रदान करेगा एक 10 एमबी फ़ाइल को 1 एमबी फ़ाइल तक कम किया जा सकता है फ़ाइल के लिए फ़ाइल पर निर्भर करता है क्योंकि यदि अतिरेक अधिक है तो आप अधिक संपीड़न प्राप्त करेंगे लेकिन नुकसान यह है कि यह गुणवत्ता को खराब करता है तो यह आपको उच्च संपीड़न प्रदान कर रहा है लेकिन उसी समय यह गुणवत्ता बिगड़ रहा है और बहुत से लोग अनजाने में जेपीईजी प्रारूप का उपयोग अपनी मूल फ़ाइलों या मूल चित्रों मूल तस्वीरों को संग्रहीत करने के लिए कर रहे हैं जब वे डिजिटल तस्वीरें लेते हैं तो वे उच्च और उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन डिजिटल कैमरा यहां तक कि अपने मोबाइल में या अन्यथा और वे जो मूल फाइलें पुनर्स्थापित कर रहे हैं वे जेपीईजी में जा रहे हैं हालांकि वे अधिक छवियों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं लेकिन साथ ही वे अपनी छवियों की गुणवत्ता को कम कर रहे हैं तो एक बार फिर से व्यापार बंद है कि JPEG में फ़ाइलों को संग्रहीत करने के बजाय मूल रूप से TIF में संग्रहित किया जाना चाहिए और बाद में आप इसे संक्षिप्त कर सकते हैं तो आपके पास फ़ाइलों के दो सेट होंगे एक TIF में है और एक JPEG में है जेपीईजी उच्च संपीड़न प्रदान करेगा लेकिन टीआईएफ में उच्च गुणवत्ता होगी इसलिए अनजाने में यही कारण है कि मैंने कहा है लोग जेपीईजी में डेटा संग्रहीत कर रहे हैं बिना यह जाने कि वे अपनी तस्वीरों की गुणवत्ता खो रहे हैं जेपीईजी फिर से एक है लोगों का एक समूह है जो एक संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह है जेपीईजी के विभिन्न संस्करण भी आए हैं और ये अभी भी विकसित किए गए हैं और क्योंकि यह उच्च संपीड़न प्रदान करता है और इसलिए यह लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है लोगों ने कुछ मानकों का पालन किया है और अन्य कोडिंग भी उपलब्ध हैं फिर आप जानते हैं कि JPEG के साथ और वे कहते हैं कि आपका GIF और PNG और पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फ़ाइल JPEG वर्ल्ड वाइड वेब पर समर्थित छवि फ़ाइल प्रारूप में से एक है क्योंकि नेट पर यह बहुत लोकप्रिय है यही कारण है कि लोग एनिमेशन के लिए जीआईएफ जा रहे हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अब GIF एक ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है और यहां आप क्या कर सकते हैं आप बहुत सारे फ्रेम एक में रख सकते हैं एक फिल्म की तरह और फिर आप एक फाइल में डालते हैं कुछ टूल्स का उपयोग करके GIF हमें तरह तरह के टूल बनाते हैं और फिर GIF फ़ाइल बनाई जाती है वह भी एक संकुचित प्रारूप है और यह किसी भी कंप्यूटर पर बहुत अच्छी तरह से काम करता है और यह बहुत आसान है इंटरनेट पर भी यही कारण है कि इंटरनेट पर बहुत सारी एनिमेटेड छवियां हैं आमतौर पर वे जीआईएफ प्रारूप में हैं और जो उदाहरण मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ वह 1 GIF फ़ाइल में एक टूल GIF का उपयोग करके एक तरह का टूल बना रहा है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है और सभी इनपुट छवियों के आकार एक जैसे थे सिवाय अंदर की फ़ाइलें अलग अलग हैं और यह एक तरह का सिम्युलेटेड एनीमेशन दिखा रहा है और आप जानते हैं सूर्य की स्थिति अलग अलग स्थानों पर घूम रही है और एक ही इलाक़ा अलग दिख रहा है यहाँ उद्देश्य सिर्फ GIF फ़ाइल दिखाना है लेकिन ऐसा नहीं है जो मूल रूप से दिखा रहा है यह एक और व्याख्यान की चर्चा है जीआईएफ का एक और उदाहरण है यहां सूरज क्षितिज से लगभग 5 डिग्री ऊपर से आ रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है और एक लूप में जा रहा है तो एक एकल फ़ाइल जो GIF प्रारूप में है में एनिमेशन हो सकते हैं और यह है कि GIF प्रारूप में एनिमेटेड फाइलें होने का लाभ और आप अपने वेबपेज पर डाल सकते हैं या आप किसी को दे सकते हैं और जब वे इसे खोलेंगे यह ठीक उसी तरह से चलेगा अब जीआईएफ के अलग अलग संस्करण उपलब्ध हैं और बेहतर संस्करण उपलब्ध हो रहे हैं तो यह काफी अच्छा है काफी लोकप्रिय है एनिमेशन के लिए अब एक और संपीड़न तकनीक जो आजकल बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि यह बहुत उच्च संपीड़न प्रदान करती है और यह गैर विनाशित छवि संपीड़न तकनीक है और उस तकनीक को जिसे मल्टी रिज़ॉल्यूशन सीमलेस इमेज डेटा बेस या श्रीमती कहा जाता है जिसे हम संक्षेप में कहते हैं यह कंपनी द्वारा विकसित किया गया है जिसे Lizardtech कहा जाता है इसके साथ समस्या यह है कि हम MrSID के बारे में अधिक विस्तार से नहीं जानते हैं यह कॉपी राइट प्रोटेक्टेड है कई सॉफ्टवेयर को लागू किया गया है लेकिन केवल कुछ सीमा तक उदाहरण के लिए जैसे erdas इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या आर्कगिस सॉफ्टवेयर में आप किसी फ़ाइल को केवल 500 एमबी तक ही संपीड़ित कर सकते हैं यदि आपकी इनपुट फ़ाइल 500 MB से अधिक है तो आप इस MrSID या MrSID के विकल्प का उपयोग करके संपीड़ित नहीं कर सकते हैं यदि आपको उस कंपनी के माध्यम से अनुमति या अधिक खरीदना है जो है LizardTech कॉपी राइट प्रोटेक्टेड है यह किस प्रकार का संपीड़न प्रदान करता है यह किसी भी अन्य तकनीक द्वारा बहुत अधिक है क्योंकि यह जिस तकनीक से विकसित हुआ है वह तरंग दैर्ध्य पर आधारित है और यह लगभग 50 बार प्रदान करता है इसका मतलब है अगर 50 एमबी फ़ाइल 1 एमबी तक संपीड़ित हो सकती है और फिर नेट के माध्यम से इसे परिवहन किया जा सकता है या एक छोर से दूसरे तक बहुत आसानी से प्रेषित किया जा सकता है

एक उदाहरण जहां MrSID प्रारूप का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है Google धरती की तरह आप जानते हैं कि Google धरती में बड़े आकार की छवि है जिसमें से आपको कई टेराबाइट्स के बारे में पता है लेकिन हमारे मशीन पर हमारे डेस्कटॉप पर यह बहुत आता है आसानी से और ऐसा क्यों है यह देखना आसान है हमारी छवि पर हमारी स्क्रीन पर क्योंकि वे पृष्ठभूमि में हैं यह है कि यह संकुचित हो गया है और जब आप अपनी मशीन में खोलते हैं तो यह बहुत ही विघटित होता है जल्दी से और चूंकि यह गैर विनाशकारी है इसलिए यह जो कुछ भी अंदर संग्रहीत किया गया है सिस्टम वही आप अपने सिस्टम पर देख सकते हैं जैसा कि आप ज़ूम करते रहते हैं अलग अलग परत आएगी और इसी तरह आगे तो यह लगभग 50 गुना तक का एक बहुत ही संपीड़न प्रदान करता है इसलिए छवि गुणवत्ता को खोए बिना एक 50 एमबी की छवि को 1 एमबी तक घटाया जा सकता है इसका मतलब है कि यह गैर विनाशकारी छवि संपीड़न तकनीक या रेखापुंज संपीड़न तकनीक है और जब भी आप चाहें आप इसकी पूर्ण गुणवत्ता को बहाल कर सकते हैं तो यह सबसे बड़ा फायदा है लेकिन यह कॉपी राइट प्रोटेक्टेड है इसलिए हमें ज्यादा जानकारी नहीं है केवल एक चीज जो हम जानते हैं वह है तरंग तकनीक एक उदाहरण यह भी दिया गया है कि यदि आप एक उपग्रह चित्र या 40 सीडी में संग्रहित कर रहे हैं तो संपूर्ण मिसेज प्रारूप में चित्र 1 सीडी में संग्रहीत किए जा सकते हैं अब आखिरी बात जो मैं इस डेटा कम्प्रेशन तकनीकों में चर्चा करना चाहता हूँ अगर यह डेटा कम्प्रेशन तकनीक नहीं है लेकिन यह जीआईएस प्लेटफ़ॉर्म या इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर आपकी कुछ छवियों या रेखापुंज का एक तेज़ प्रदर्शन प्रदान करता है यह पिरामिड की एक अवधारणा है जिसका पालन Google धरती में भी किया जाता है यहाँ क्या किया जाता है कि यह उच्चतम स्तर पर संकल्प को कम करता है इसलिए जब आप संपूर्ण ग्लोब देख रहे हैं तो आप बहुत कम रिज़ॉल्यूशन पर देख रहे हैं जैसे ही आप ज़ूम इन करना शुरू करते हैं आपको उच्च रिज़ॉल्यूशन की छवि मिलती है और इसलिए पिरामिड का निर्माण होता है सॉफ्टवेयर के इन उदाहरणों जैसे आर्कजीआईएस या सॉफ्टवेयर में डॉस छवि जब भी आप एक बड़ी फ़ाइल खोलते हैं तो यह आपसे यह विकल्प पूछेगा कि क्या आप पिरामिड बनाना पसंद करेंगे और अगर आप हाँ कहते हैं तो यह क्या करेगा यह आपके कंप्यूटर पर 2 या 3 फाइलें बनाएगा और वे फाइलें बहुत बड़ी नहीं होंगी बहुत छोटी जगह हैं जो फाइलों में कैद हैं और वे इस पिरामिड संरचना को संग्रहीत करेंगे इसलिए अगली बार जब भी आप उस फ़ाइल को खोलते हैं तो यह नहीं पूछेगा कि क्या आप पिरामिड का निर्माण करना चाहते हैं क्योंकि यह पहले ही एक निर्माण कर चुका है और आपका प्रदर्शन बहुत तेज हो गया है और यह तकनीक है यही कारण है कि मैंने कम्प्रेसिव तकनीक में रखा है लेकिन वास्तव में यह कम्प्रेसनल तकनीक नहीं है यह आपके प्रदर्शन को बहुत कुशल और काफी तेज बनाता है पिरामिड प्रतिनिधित्व के लिए एक बहुत लोकप्रिय संरचना बन गया है चाहे वह Google धरती हो या आपके सिस्टम में भी आप केवल एक बार इसके लिए विकल्प चुन सकते हैं पहली बार आपको पिरामिड बनाना होगा बाकी समय किसी पिरामिड की आवश्यकता नहीं है यदि आप फ़ाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ओरिजिनल फाइल प्लस इन 3 फाइलों को एक साथ ट्रांसपोर्ट करना होगा फिर आपको फिर से पिरामिड का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है और बड़ी छवि के पिरामिड का निर्माण करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा इसलिए यह आपके डेटा को आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का बहुत ही कारगर तरीका है और जैसा कि आप उच्च जाते हैं जैसा कि आप ज़ूम करते रहते हैं आपको ठीक रिज़ॉल्यूशन डेटा मिलता है अन्यथा पिरामिड के शीर्ष पर प्रारंभिक चरण में आपको एक ही छवि से बहुत कम रिज़ॉल्यूशन डेटा मिलता है तो यह लाभ है धन्यवाद